39 वें लेक्चर में आपका स्वागत है इस प्रयोग में मैं दिखा रहा हूँ कि हम एसटीएम बोर्ड के साथ एक्सेलेरोमीटर का इंटरफेस कैसे कर सकते हैं और कूलटर्म में x y और z एक्सिस जैसे विभिन्न एक्सिस के लिए हमें क्या मूल्य मिलेगा हम पहले से ही जानते हैं कि हमें एसटीएम बोर्ड के साथ कूलटर्म का कैसे उपयोग करना है आर्डयूनो के लिए यह सरल है यह सीरियल मॉनिटर में प्रिंट किया जा सकता है सबसे पहले मैं आपको एक्सेलेरोमीटर के साथ प्रयोग दिखाऊंगा और फिर मैं प्रदर्शन करूंगा तो यह ADXL 335 एक्सेलेरोमीटर है और मैं एसटीएम किट के साथ कनेक्शन जोड़ूंगा तो वोल्टेज स्रोत Vcc 5 वोल्ट से जुड़ा होगा GND एसटीएम बोर्ड के ग्राउंड पिन से जुड़ा होगा और X OUT Y OUT और Z OUT एनालॉग पिन आउटपुट एनालॉग इनपुट पिन A0 A1 और A2 से जुड़े होंगे और फिर x axis के साथ गति के इस विश्लेषण को समझते हैं जब आप एक्सेलेरोमीटर पकड़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक्सेलेरोमीटर में कुछ एक्सिस हैं एक X के साथ है दूसरा Y है और यह Z है जब आप इस X के साथ एक्सेलेरोमीटर को पकड़ते हैं तो आप इस X के लिए उच्चतम मान देखेंगे इसी तरह अगर आप इसे इस तरह से पकड़ते हैं तो X का मान न्यूनतम होना चाहिए इसी तरह अगर आप Y के लिए देखते हैं तो यदि आप इसे इस तरह से पकड़ते हैं तो Y का मान अधिकतम हो जाएगा और अगर आप इसे इस तरह से पकड़ते हैं तो Y का मूल्य न्यूनतम हो जाएगा इस पर निर्भर करते हुए आप वास्तव में यह समझ पाएंगे कि आप डिवाइस को किस तरह से पकड़ रहे हैं क्या डिवाइस सीधा है या यह झुका हुआ है या यह बाईं ओर झुका हुआ है या यह दाएं तरफ झुका हुआ है तो इस मान से एक डिवाइस के विभिन्न झुकावों का पता लगाया जा सकता है इसी तरह अगर आप एक्सेलेरोमीटर इस दिशा में पकड़ते हैं तो यहां Z मूल्य न्यूनतम होगा और यहां Z मूल्य अधिकतम होगा हम एसटीएम किट के साथ यह कोशिश करेंगे तो आओ हम mbed C कोड को समझते हैं यह कहता है कि हमें mbed लाइब्रेरी mbedh को शामिल करना होगा पहले हमें USBTX और USBRX के साथ pc नाम के संचार के साथ सीरियल कम्युनिकेशन करना होगा हमने तीन एनालॉग इनपुट सिग्नल x y z को परिभाषित किया और उन्हें क्रमशः एनालॉग पोर्ट संख्या A0 A1 और A2 से जोड़ दिया X OUT Y OUT और Z OUT STM पिन A0 A1 और A2 से जुड़े होंगे फिर हम मेन फ़ंक्शन में आते हैं मेन फ़ंक्शन में हम तीन चर x1 y1 और z1 को परिभाषित करते हैं जहां हम xread u16 फ़ंक्शन का उपयोग करके x1 एनालॉग वैल्यू पढ़ रहे हैं y1 के लिए यह yread u16 होगा और z1 के लिए यह zread u16 होगा और pc नाम के साथ सीरियल कम्युनिकेशन के साथ जो हमने पहले ही बना लिया है हम x y और z निर्देशांक के मूल्यों को प्रिंट करेंगे जो कि चर x1 y1 और z1 में संग्रहित है और यह एक व्हाईल लूप में चल रहा है इसके छपने के बाद यह 1 सेकंड के लिए प्रतीक्षा करेगा और फिर से यह उसी प्रक्रिया को दोहराएगा आप मूल रूप से क्या कर सकते हैं यदि आप यह देखना चाहते थे कि x y z निर्देशांक मान कैसे बदलते हैं तो आप इसे प्रदर्शित करने के लिए किसी प्रकार के मैटलैब कोड का भी उपयोग कर सकते हैं जो हम यहां नहीं दिखा रहे हैं लेकिन अगर आप रुचि रखते हैं तो हम उस कोड को आपके साथ सांझा कर सकते हैं आप अपनी ओर से x y और z निर्देशांक को प्लॉट करके प्रयास कर सकते हैं या आप एक और काम कर सकते हैं आप इस मूल्य को पढ़ सकते हैं इसे किसे ऑनलाइन डेटाबेस में संग्रहीत कर सकते हैं जैसा कि हमने आपको एसएमएस कंट्रोल का उपयोग करके पहले दिखाया है और डेटाबेस में जो भी मूल्य संग्रहीत है आप वास्तव में इसका विश्लेषण कर सकते हैं कि इसके आधार पर आप उसे भी प्लॉट कर सकते हैं इसलिए ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप इसे कर सकते हैं अंत में प्लॉट कुछ इस तरह दिखता है यह एक्सेलेरोमीटर से सैंपल आउटपुट वेवफॉर्म है यह x axis y axis और z axis मान है यह ऐसे बदल रहे हैं साथ ही कुछ कीलें भी हैं जिन्हें हम यहां और यहां देख सकते हैं अब मैं आपको कूलटर्म का उपयोग करते हुए इसका प्रदर्शन दिखाऊंगा आपको इस कूलटर्म का उपयोग करना होगा जहाँ मैं डेटा साफ़ कर रहा हूँ इसलिए कुछ डेटा आ रहा हैं पहले हम कनेक्शन देखेंगे यह एक Vcc है जो 5 वोल्ट से जुड़ा है यह x axis है जो A0 से जुड़ा है यह y axis है यह A1 से जुड़ा है और यह z है जो A2 से जुड़ा है और अंत में यह ग्राउंड पिन से जुड़ा हुआ है इसलिए कनेक्शन काफी सीधा है कनेक्शन के लिए यहां यह सब आवश्यक है अब यदि आप इस एक्सेलेरोमीटर को ठीक से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ x axis है यहाँ y axis है और यह z axis है जब भी आप तीर के इस x axis की ओर होने पर इस एक्सीलरोमीटर को इस तरह से पकड़ेंगे तब x निर्देशांक मान सबसे ज्यादा होगा मान लीजिए कि मैंने एक्सेलेरोमीटर को इस अंदाज में पकड़ा है और हाइपर टर्मिनल में x का मान देखता हूं तो अब x y और z एक्सिस मान देखें आप देख सकते हैं x axis मान 44058 है y axis 36873 है और निश्चित रूप से यह भिन्न होता है यह समान नहीं है हालांकि मैंने इसे बहुत कसकर पकड़ लिया है लेकिन अभी भी कुछ छोटे बदलाव हो रहे हैं अब मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि y axis मान अधिकतम होगा मैंने सबसे ऊपर y axis के साथ एक्सेलेरोमीटर लगाया है तो अब आप हाइपर टर्मिनल में देख सकते हैं कि आपको क्या मान मिल रहे हैं हमें x axis मान 36728 मिल रहा है y axis मान 44426 है और z axis मान 18628 है मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा बॉक्स है जहाँ आप यह देखना चाहते हैं कि उस खास चीज़ का अनुस्थापन हमेशा इस तरह होना चाहिए उस खास चीज़ का सिर सबसे ऊपर होना चाहिए तो आप हमेशा यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि x axis मान उच्च होना चाहिए जैसे कि आपने इस एक्सेलेरोमीटर को उस एप्लीकेशन में इस तरह से लगा दिया है कि x axis ऐसा ही हो इसलिए अगर यह इस तरह से है तो x axis मूल्य आपको सबसे अधिक प्राप्त होगा और अगर यह उच्चतम नहीं है तो अन्य दो मूल्य उच्चतम हैं तो आप जानते हैं कि आपका डिवाइस ठीक ढंग से नहीं रखा गया है यह संकेत देने के लिए किसी प्रकार की चेतावनी दी जा सकती है कि डिवाइस ठीक ढंग से नहीं रखा गया है इस प्रयोग से जो हमने समझा है वह यह है कि हम एसटीएम किट का एक्सेलेरोमीटर के साथ इंटरफेस कैसे कर सकते हैं और अगर आप किसी डिवाइस के उन्मुखीकरण का पता लगाना चाहते हैं तो हम इसका उपयोग करके कैसे पता लगा सकते हैं और अगर हम चाहते हैं कि एक विशेष डिवाइस को एक खास तरीके से रखा जाए तो हम इसके इस्तेमाल से यह सुनिश्चित कर सकते हैं अधिकांश मोबाइल डिवाइस में हमारे पास यह एक्सेलेरोमीटर होता है अगर आपने स्वास्थ्य निगरानी जैसे कुछ ऐप का उपयोग किया है तो यह क्या दिखाता है यह आपको दिखाता है कि आपने एक दिन में कितने कदम चले हैं इस डिवाइस के इस्तेमाल से इन्हें मापा जाता है हमारे मोबाइल फोन के अंदर हमारे पास एक्सेलेरोमीटर या गायरोस्कोप है जो हमें एक दिन में त्वरण गति देता है बेशक इन डिवाइसस के साथ कुछ समस्याएं भी हैं क्योंकि यदि आप सिर्फ एक झटका भी दे रहे हैं तब भी यह मान लेंगी कि आप पैदल चल रहे हैं इसलिए जब हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें उन चीजों पर ग़ौर करने की आवश्यकता है धन्यवाद